नमस्ते और बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका स्वागत है जैसा कि शीर्षक में कहा गया है यह कोर्स सर्किट के बारे में है इसलिए सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि सर्किट क्या हैं मैंने अभी नीचे लिखा है कि विद्युत परिपथ विद्युत घटकों के अंतर्संबंध होते हैं अब निश्चित रूप से यह बहुत अधिक व्याख्या नहीं करता है हम इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे लेकिन विद्युत सर्किट में क्या होता है कि धाराएं और विभवांतरहोते हैं जो मूल रूप से आवेशों और क्षेत्रों के कुछ अन्य रूप को दर्शाता है तो विद्युत परिपथों में क्या होता है कि आवेश कुछ निश्चित तरीकों से चलते हैं और वे दिलचस्प तरीके से चल कर कुछ उपयोगी कार्य करते हैं तो एक विद्युत सर्किट में एक यांत्रिक गैजेट के विपरीत आप किसी भी चलती भागों को नहीं देखते हैं सभी क्रियाएं तारों के अंदर और घटकों के अंदर आवेश के रूप में आवेश क्षेत्रों पर कुछ परिमाण लिए घूमते हैं इसलिए मैकेनिकल गैजेट्स की तुलना में अधिक सार आवश्यक है इसलिए इस कारण से हमें सार मात्राऔं जैसे आवेशऔर फील्ड और विभवांतरऔर करंट आदि से निपटना सीखना होगा सार से मेरा मतलब यह नहीं है कि उनके असत्य मेरा मतलब यह है कि आप उन्हें सीधे देख या अनुभव नहीं कर सकते जबकि एक यांत्रिक गैजेट में आप वस्तु को हिलते हुए देख सकते हैं अब आप सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की कुछ मूल बातें पता होंगी जो आप जानते हैं कि मूल रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र मैक्सवेल के समीकरणों द्वारा नियंत्रित होते हैं मैक्सवेल द्वारा हमें दिए गए चार समीकरण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और आवेश वितरण के बीच अंतर्संबंधों का वर्णन करते हैं अब आपको शायद यह भी अनुभव हो गया है कि आवेशों और क्षेत्रों के साथ कोई भी गणना करना बेहद जटिल है अब हम निश्चित रूप से एक बहुत ही जटिल सर्किट के लिए ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं तो यह पता चला है कि हम सीधे आवेशों और क्षेत्रों से नही करेंगे लेकिन कुछ अन्य समकक्ष अभ्यावेदन जो प्रभावी रूप से आवेशों और क्षेत्रों से संबंधित हैं लेकिन हम सीधे आवेशों और क्षेत्रों से नहीं करेंगे लेकिन हम धाराओं और विभवांतर से करेंगे जिसका वैकल्पिक प्रतिनिधित्व आवेशों और क्षेत्रों से होता है तो एक विद्युत परिपथ में क्या होता है कि आवेश उन क्षेत्रों की प्रतिक्रिया में चलते हैं जो या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र हो सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम सीधे आवेशों या आवेश क्षेत्रों की गणना नहीं करेंगे अब हम जो करेंगे वह धाराओं और विभवांतरसे करेंगे जो प्रभावी ढंग से आवेशऔर विद्युत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र से भी संबंधित हो सकता है इसलिए हम धाराओं और विभवांतरसे करेंगे अब आमतौर पर क्या होता है कि आपको आवेशवितरण मूल रूप से आवेश का स्पेशियल वितरण दिया जाता है और इससे आपको कहीं और फ़ील्ड की गणना करनी होती है और इसमें आमतौर पर बहुत जटिल बीजगणित शामिल होता है अब यह पता चला है कि कुछ परिस्थितियों में आप किसी भी चीज़ के स्पेशियल वितरण को अनदेखा कर सकते हैं जैसा कि हम आगे जानेंगे